अब आइए हम 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल घटकों या सिस्टम्स के प्रकारों को देखें मेरे पास घटक या रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी के सिस्टम्स हो सकते हैं जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यह स्ट्रक्चर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकते है लेकिन इनमें केवल 1 डायमेंशनल मेंबर होते हैं इसलिए हम इस विशेष मॉड्यूल में मेंबर्स जॉइंट्स आदि नामो का उपयोग करने जा रहे हैं आइए हम एक साधारण उदहारण को लें एक सरलतम 1 डायमेंशनल मेंबर्स जिसे हम जानते हैं इस तरह एक सिंगल 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है इस तरह का एक सीधा 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी अब इन पर कार्य करने वाले फोर्सेज की हम पहले ही जांच कर चुके हैं इंटरनल फाॅर्स एक्सियल शियर या मोमेंट रिजल्टंट हो सकते हैं हम एक विशेष प्रकार की फाॅर्स क्रिया को देखेंगे मान लीजिए मुझे पता है कि इस विशेष सीधे 1 D बार के लिए यदि फाॅर्स लगने जा रहा हैं तो केवल फाॅर्स रिजल्टंट ही A और B पर लगने जा रहा हैं मान ले कुछ इस तरह पहले के अवलोकन से हम पहले से ही जानते हैं कि हम फोर्सेज के इस सिस्टम या इस रिजिड बॉडी को फाॅर्स को इस तरह लगा कर कम कर सकते हैं यह वह परिणाम है जो हमें पहले मिला था हम आमतौर पर इसे एक लिंक मेंबर के रूप में कहते हैं चूंकि ये मेंबर एक स्ट्रक्चरल सिस्टम ट्रस सिस्टम बनाते हैं इसलिए उन्हें ट्रस मेंबर भी कहा जाता है एक तरीका जिससे इंजीनियर स्ट्रक्चरल सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं वह साधारण मेंबर्स द्वारा है जिसके कई फायदे हैं निर्माण आसान है आपके पास एक यूनिफार्म मेंबर है जिसे आपने उपयोग करना शुरू कर दिया है सही जैसा कि हमने पिछली क्लिपिंग में किया था जहां हम सार्वभौमिक रूप से s फॉर्म का उपयोग करते हैं एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आप इस मेंबर में इंटरनल फोर्सेज का पता लगाते हैं तो हमें यह अनुमान लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार की इंटरनल फोर्सेज कार्य करती हैं आइए इसकी जांच करते हैं मान लीजिए कि मैं इस विशेष मेंबर को लेता हूं जो एक लिंक मेंबर है और मुझे पहले से ही पता है कि इस पर लगने वाले फोर्सेज को सामान्य तरीके से A और B पर काम करने वाली समकक्ष विपरीत फोर्सेज को लगा कर कम किया जा सकता है अब मैं जांच करना चाहता हूं मान लें कि मैं s 0 से s 1 लेता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर कार्य करने वाली इंटरनल फोर्सेज क्या होंगी अगर आप ऐसा करते है यदि आपको यह जानना है तो आपको किसी विशेष s से मान लीजिए A से सेक्शन लेना होगा आइए इसकी जांच करें यह फाॅर्स F इस पर कार्य कर रहा है सभी संभावित फोर्सेज शियर एक्सियल फाॅर्स s पर शियर फाॅर्स और बेन्डिंग मोमेंट है अब हम एक्विलिब्रियम के तीन समीकरणों का प्रयोग करेंगे कुल ऊर्ध्वाधर फोर्सेज 0 के बराबर है आपके पास यहां केवल एक शियर फाॅर्स कार्य कर रहा है जिसका अर्थ है कि मेरे पास स्वतः ही होगा ऊर्ध्वाधर फोर्सेज की जांच करते हुए अगर मैं इसके सापेक्ष मोमेंट लेता हूं तो मैं इसे X कहता हूं अगर मैं इसके सापेक्ष मोमेंट लेता हूं तो नोट करे कि F मोमेंट समीकरण में भाग नहीं लेने वाला है A और V इस तथ्य से कि वे इस विशेष बिंदु पर लग रहे हैं भाग नहीं लेंगे जिसका अर्थ है कि मेरे पास केवल Ms उपलब्ध होंगा है इसका स्वतः ही अर्थ है कि मेरे पास शियर फाॅर्स नहीं है मेरे पास इस मेंबर में इंटरनल फोर्सेज के रूप में बेन्डिंग मोमेंट नहीं है केवल ही है जो लग रहा है अगर मैं एक्सियल फाॅर्स स्टैटिक एक्विलिब्रियम लेता हूं मुझे क्षमा कीजिए मुझे कहना चाहिए कि x के साथ F 0 के बराबर है अगर यह दिशा x है और यह y है इसका मतलब यह है कि यह माइनस F प्लस A माइनस F प्लस A है जो s पर है बराबर 0 है जिसका मतलब है कि s पर A F के बराबर है यह एक अच्छा परिणाम है यह मुझे बताता है कि चाहे मैं यहाँ कट करू यहाँ कट करू यहाँ कट करू यहाँ या यहाँ उस s पर एक्सियल फाॅर्स हमेशा उस फाॅर्स के बराबर होगा जो यहाँ पर लगाया गया है इसलिए यदि मैं s के साथ एक्सियल फाॅर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करता हूं तो यह 0 के बराबर है s 0 के बराबर और s 1 के बराबर है मुझे पता है कि यह एक स्थिर मान होगा और यह मान F के बराबर है यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मुझे यह एक्सियल फाॅर्स पॉजिटिव या नेगेटिव लेना चाहिए यह एक ऐसा प्रश्न है जो उठता है और यह मेरे लिए एक भ्रम बन जाता है तो सबसे सरल चीज जो हम कर सकते हैं वह है इंटरनल फोर्सेज के लिए साइन कन्वेंशन का उपयोग कर सकते है इसके लिए साइन कन्वेंशन को समझने में मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने मित्र वेंकटेश्वर राव की मदद लेनी होगी तो मेरे पास यह मेंबर है वह खींच रहा है मैं खींच रहा हूं मैं फाॅर्स लगा रहा हूं वह फाॅर्स लगा रहा है मैं इस विशेष बिंदु पर जानता हूं यदि यह बिंदु फाॅर्स है जिसे मैं लगा रहा हूं तो मैं इसे पॉइंट फाॅर्स बनाता हूं ताकि मेरे लिए यह आसान हो मैं इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर पिन लगाने जा रहा हूँ कि हम यहां एक विशेष बिंदु पर लगा रहे हैं तो वह इस पिन को इस तरह पकड़ने जा रहा है और केवल पिन को ऐसे ही खींचने जा रहा है और खींचे मुझे पता है कि यह मुश्किल होने वाला है क्योंकि यह a है वह पिन खींच रहा है मै पिन खींच रहा हू जिसका अर्थ है कि दो एक्सियल फोर्सेज दो सिरों पर कार्य कर रहे हैं जो इस फाॅर्स F के बराबर है यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है यहां हर एक पॉइंट खींचा जा रहा है मान लीजिए कि मैं इस विशेष छोर को लेता हूं मेरे पास F के विपरीत दिशा में लगने वाला फाॅर्स है क्या आप इसे इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं इसे बाहर निकालिए तोवह F फाॅर्स से खींच रहा है मै F फाॅर्स से खींच रहा हू यहां धारणा यह है कि यह टेंशन में है अगर यह विपरीत दिशा में है तो मैं इसे धक्का दूंगा वह इसे धक्का देगा कुल परिणाम यह है कि यह कंप्रेस हो रहा है इस विशेष मामले में यह बकल हो जाता है लेकिन अगर यह काफी मोटा है तो यह कंप्रेस हो जाएगा तो मैंने माना कि यदि यह स्ट्रेचड या खींची हुई अवस्था में है तो मैं इसे एक पॉजिटिव इंटरनल फाॅर्स कहने जा रहा हूँ या दूसरे शब्दों में यदि यह 1 डायमेंशनल मेंबर टेंशन में है तो मैं उस इंटरनल फाॅर्स को जो इस टेंशन को उत्पन्न करता है पॉजिटिव मान कहता हू तो इस मामले में आप देखते हैं कि एक खींचने वाली कार्रवाई है इस पूरे इस विशेष रिजिड बॉडी को समझने का सरल तरीके की जांच करें इसे खींचा जा रहा है और इसलिए हमारे पास यह एक पॉजिटिव मान के रूप में होगा मान लीजिए कि यह एक्सटर्नल फाॅर्स इस तरह है तो इंटरनल फाॅर्स की दिशा भी इस तरह बदल जाएगी और इस विशेष मामले में यदि आप इसे पकड़ते हैं तो यह इसे धक्का दे रहा है इस विशेष रिजिड बॉडी को कंप्रेस कर रहा है और इसलिए इस एक्सियल फाॅर्स की धारणा नेगेटिव है तो मैं यहाँ समस्या पर वापस लौटता हूँ और इसलिए यदि यह धारणा है तो मैं यहां एक प्लस साइन लगाऊंगा और चूंकि मैं जानता हूं यह हर जगह है तो इस तरह के मेंबर में एक बात जो मुझे महसूस होती है वह यह है मुझे यहाँ लिखने दे इसमें केवल एक्सियल फाॅर्स एक्सियल इंटरनल फाॅर्स होता है और दूसरी बात यह है कि एक्सियल इंटरनल फाॅर्स पूरे समय स्थिर रहता है तो ऐसे मेंबर को लिंक मेंबर या ट्रस मेंबर कहा जाता है इसलिए हमने एक प्रकार के मेंबर की जांच की है जिसे एक्सियल मेंबर या लिंक मेंबर या ट्रस मेंबर कहा जाता है कभी कभी वे इसे एक्सियल मेंबर भी कहते हैं तो मैं अभी वह भी लिखने जा रहा हूँ चूंकि फाॅर्स अक्ष के साथ कार्य कर रहे है मैं इसे एक्सियल मेंबर कह सकता हूं यह एक ऐसा मेंबर है जिसे हम पहले रिजिड बॉडी के उदाहरणों में देख चुके हैं यह एक स्ट्रक्चर है जिसे ट्रस स्ट्रक्चर कहा जाता है जिसमें इस प्रकार के मेंबर शामिल होंगे और इसलिए मैं उन्हें ट्रस या ट्रस मेंबर के रूप में भी बुला सकता हूं इसलिए ये तीन नाम इस विशेष प्रकार के लिए अच्छे हैं यह एक बहुत ही प्रचलित प्रकार का मेंबर है जिसे आप बहुत ही सरल तरीके से निर्मित बहुत ही सरल तरीके से निर्मित कई स्ट्रक्चरो में देखेंगे धन्यवाद